नमस्कार यह सप्ताह 7 और हमारा तीसरा सत्र है और हमारा यह सत्र जिसमें हम सेवा गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं और सेवा की गुणवत्ता के संबंध में सेवाओं के प्रबंधन में नए उभरते मुद्दों का निष्कर्ष निकालेंगे पिछले सत्र में मैंने आपके साथ इस विषय पर कुछ दिलचस्प शोध को साझा किया था और आज मैं सेवा की गुणवत्ता के प्रबंधन के संबंध में कुछ ज्ञात और कुछ उभरते तरीकों को साझा करूंगा और बाद में वहां से हम सेवा पुनर्प्राप्ति के लिए जाएंगे पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि एक विफल सेवा स्थिति में यदि आप ग्राहक से उनके असंतोष को स्पष्ट कराने में सक्षम हैं तो पुनर्प्राप्ति एक बहुत शक्तिशाली ताकत है और एक ग्राहक जो असंतुष्ट है और सेवा पुनर्प्राप्ति रणनीति द्वारा व्यक्त किया गया है हमारे पास उस ग्राहक को प्रसन्न करने और प्रसन्न अवस्था में बनाये रखने का एक अच्छा मौका है उस ग्राहक के आपके सिफारिश का माध्यम बनने की प्रबल संभावना है यदि आपने सेवा के विफल होने पर निवारण कदम उठाने के मामले में अच्छा किया है तो इस तरह से इसलिए यदि आपको वह सौंपा गया काम याद है जिसकी मैंने पिछले 17 के अंत में चर्चा की थी तो यह एक प्रकार काअ प्रत्यक्ष कृपादान है इसलिए असंतुष्ट ग्राहक जिसने अपने असंतोष को स्पष्ट किया है तो यह ग्राहक ग्राहक सिफारिश की प्राप्ति के लिए एक अति महत्वपूर्ण संपत्ति है अब सेवा की गुणवत्ता विभिन्न लेखकों और शोधकर्ताओं ने अलग अलग तरीकों से देखी है प्रोफेसर ग्रोनरो और अन्य लोगों ने तथाकथित कार्यात्मक गुणवत्ता के बारे में बात की थी इसका मतलब है गुणवत्ता के पहलू हैं और फिर उन्होंने तकनीकी गुणवत्ता के बारे में बात की है इसलिए कार्यात्मक गुणवत्ता परिणाम उन्मुख गुणवत्ता की तरह अधिक हैं और फिर वहाँ प्रक्रिया उन्मुख गुणवत्ता के मुद्दे भी हैं इसलिए सेवा की गुणवत्ता के उपाय इसलिए सरल उपाय होंगे इसका मतलब है कि ये विशेष रूप से समानुभूति हमदर्दी या आश्वासन आदि से संबंधित हैं इसलिए यहाँ ये बहुत आसानी से नहीं देखे जाते हैं और आपको इन विशेष समस्याओं का पता लगाने के लिए ग्राहकों के साथ साथ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों से भी बात करने की आवश्यकता है इसलिए सर्वक्यूवल जो उस अंतर GAP गैप की अवधारणा पर आधारित है इसलिए अंतर मॉडल का उपयोग करते हुए सर्वक्यूवल जो कि सेवा की गुणवत्ता का लघुरूप है प्रश्नावली का एक बहुत शक्तिशाली समूह है जिसे ग्राहकों के असंतोष और महत्वपूर्ण बिंदुओ को चित्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लागू किया जा सकता है जो की असंतोष का मूल कारण है दूसरी ओर तकनीकी क्षेत्र की तरह जो प्रक्रिया से संबंधित हैं आप कुछ कठिन उपाय कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे कदम हैं जो आप औद्योगिक इंजीनियरिंग कदम की तरह ले सकते हैं जहां आप प्रवाह क्षमता थ्रूपुट में सुधार कर सकते हैं प्रतीक्षा समय को कम कर सकते हैं कतार की लंबाई को कम कर सकते हैं बिंदु से बिंदु तक संक्रामक आंदोलनों की संख्या को कम कर सकते हैं तो ये कठिन उपाय हैं जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं यह एक रोचक चार्ट है जो आपके लिए एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है कि विभिन्न प्रकार की जांच प्रणालियों का कैसे पता लगाते हैं जो कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया का संग्रह करती है इसलिए ये ग्राहक प्रतिक्रिया संग्रह प्रणाली की ताकत और कमजोरी हैं इसलिए हमारे पास प्रतियोगियों सहित कुल बाजार सर्वेक्षण जैसी विधियां उपलब्ध हैं यह संस्था के स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण है जैसा कि आप यहाँ देखते हैं हमने इन विभिन्न प्रकार के संग्रह उपकरणों को ले लिया है और हमारे पास यहाँ संस्था के स्तर प्रक्रिया स्तर विशिष्ट लेनदेन स्तर कार्रवाई योग्य प्रतिनिधि और विश्वसनीय सेवा पुनर्प्राप्ति के लिए क्षमता पहले अनुभव से सीखना और लागत प्रभावशीलता की उपलब्धता हैं इसलिए उदाहरण के लिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेवाओं की प्रतिपुष्टि का संग्रहण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यहाँ संस्था के स्तर पर यथोचित कुशल सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं आप प्रक्रिया स्तर लेन देन विशिष्ट स्तर और कार्रवाई योग्य विचारों के संबंध में यहाँ उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और सेवा प्राप्ति की संभावना यहाँ बहुत अधिक है इसलिए सेवा प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए पर्याप्त है जिनके पास प्रतिक्रिया प्रपत्र हैं जिन्हें ग्राहकों को प्रतिक्रिया प्रपत्र के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए सहमत करके वितरित किया जा सकता है जो आपकी सेवा में सुधार करने का एक बहुत प्रभावी तरीका होगा इसी तरह एक और वस्तु जो प्राय उपयोग मैं ली जाती है वह है रहस्य खरीदारी इसका मतलब है कि ऑडिटर्स या गुणवत्ता ऑडिटर किसी को भेजेंगे या सेवा कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति के बारे में बताए बिना खुद जाएंगे और इस तरह की प्रतिक्रिया व्यवहारों को समझने के लिए विशिष्ट विफलताओं और कार्यवाही योग्य सुधारो को समझने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है केंद्र बिंदु समूह एक अन्य प्रकार है जहां आप वास्तव में लक्षित ग्राहकों के समूह के साथ मिलते हैं और यह लेनदेन के विशिष्ट विफलताओं का पता लगाने की बहुत अच्छी तकनीक हैं और उन विफलताओं की देखभाल करने के लिए किए जा सकने वाले कार्य हैं तो आपके पास यह चार्ट आपके डाउनलोड करने योग्य पीपीटी में होगा और आपको इसका अधिक गहराई से अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके मामले में आपके व्यवसाय में कौन से उपकरण का संयोजन सबसे अधिक अनुकूल होगा और आप उन्हें लागू कर सकते हैं और कुछ मामलों में जैसे कि संघीय एक्सप्रेस ने ऐसा किया था फिर से आप इस पर अच्छा लेख ढूंढ सकते हैं कि संघीय एक्सप्रेस ने सेवा विफलता की सभी विभिन्न प्रकार की घटनाओं और ग्राहक संपर्क के महत्वपूर्ण बिंदुओं को या महत्वपूर्ण स्पर्श बिंदुओं को संयुक्त किया और उसके आधार पर उन्होंने इसे विकसित किया जिसे उन्होंने सेवा गुणवत्ता सूचकांक कहा तो यह उन सभी प्रमुख गतिविधियों को सम्मिलित करता है जिनका ग्राहक पर प्रभाव पड़ता है और उसी के आधार पर फिर कुछ नियंत्रण चार्ट और कुछ सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके आप एक समग्र सूचकांक का निर्माण कर सकते हैं इसलिए यह उससे भिन्न होगा जो कि संघीय एक्सप्रेस ने एक कूरियर सेवा में ऐसा किया था और रसद संबंधित सेवाओं की तरह संघीय एक्सप्रेस सेवा गुणवत्ता सूचकांक एक उत्कृष्ट मॉडल हो सकता है किंतु स्पष्ट है यदि आप एक स्वास्थ्य सेवा देख रहे हैं जैसे अरविंद नेत्र देखभाल तो यह संघीय एक्सप्रेस सेवा गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपना स्वयं का एक समग्र सूचकांक विकसित करना होगा इसलिए महत्वपूर्ण स्पर्श बिंदु महत्वपूर्ण विफलता बिंदुओं को लें याद रखें कि हमने इसके बारे में चर्चा की थी FMEA विफलता साधन प्रभाव विश्लेषण उस तरह की तकनीक का उपयोग करके आप उन महत्वपूर्ण विफलता बिंदुओं की पहचान करते हैं और इसका उपयोग करते हुए गुणवत्ता आदि का स्वीकार्य स्तर क्या है आप इस सूचकांक को विकसित कर सकते हैं इसी तरह का एक मामला यहां है आप एयरलाइन के लिए उड़ान प्रस्थान समय पर ध्यान दे सकते हैं इसलिए आप 15 मिनट के भीतर उड़ान भरने वाली उड़ानें और वास्तव में डेटा एकत्र कर सकते हैं यह आप यहां देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बाद इसे एकत्र किया गया है और जैसा कि यह दर्शाता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा है यह लगभग 90 प्रतिशत से कहीं ऊपर जा रहा है और इसकी प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है कौन सा कारण इनको 80 से कम के स्तर में रोक रहा था तथा इसमें सुधार के क्या कारण थे और और फिर आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ उसी तरह के सर्वोत्तम अभ्यास मैनुअल को प्रतिस्थापित किए जाने को सुनिश्चित करते हैं मैं अब तीन बहुत महत्वपूर्ण उपकरण जो हम सेवा व्यवसाय में उपयोग करते हैं चर्चा करने जा रहा हूं पहले एक को फिशबोन आरेख कहा जाता है फिशबोन आरेख को इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि यह मछली की तरह दिखती है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं पूंछ और यह इस तरह का सिर है तो यह मछली की तरह दिखता है यह क्या करता है मौलिक रूप से यदि प्रस्थान में देरी होती है तो आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी इस पूर्व आरेख में क्या लागत है संदर्भ समय 0943 जो हमने देखा जो कि इन देरी की वजह से 80 प्रतिशत से कम उड़ान समय पर या 15 मिनट की समय सीमा के भीतर थी और फिर आप वास्तव में ग्राहकों से फार्म शुरू करते हैं तो उड़ान देर से पहुंचें ग्राहक देर से पहुंचे वहां टिकट काउंटर ओवरसाइज बैग को दरकिनार करते हैं और वहाँ हैं तो ये आमतौर पर कारक हैं जो आपके नियंत्रण में हैं और ये कारक हो सकते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं इसलिए तब हम ग्राहक सुविधाओं को देखते हैं इसलिए ये सभी कारण हैं जो विलंबित प्रस्थान की ओर अग्रसर हैं तो उपकरण विफलता या सुविधा संबंधी विफलताएं इसका मतलब है कि विमान देर से गेट पर पहुंचा गेट पर किसी तरह की यांत्रिक विफलता हो गई थी इसलिए सभी विभिन्न उदाहरणों को नोट किया जाता है और उन्हें इन आरेख पर रखा जाता है तो आप यह भी आसानी से देख सकते हैं यह एक तरह का लागत प्रभाव विश्लेषण है इसलिए हम इसके प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे प्रस्थान में देरी हो रही है और हम उन सभी मूल कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप अंततः यह प्रस्थान हुआ और यह भी पता चलता है कि ज्यादातर सेवाओं के व्यवसायों में यह एक प्रकार का लागत प्रभाव विश्लेषण या मूल कारण विश्लेषण है आप वास्तव में सामाजिक तकनीकी कारकों पर ध्यान देंगे तो कुछ कारक होंगे जैसे कि ग्राहक देर से पहुंच रहा है जो एक मानवीय कारक होगा कुछ कारक होंगे जैसे यांत्रिक विफलता जो एक तकनीकी विफलता होगी कुछ विफलता होगी जो द्वार पर लोगों की अक्षमता या निचले स्तर का प्रदर्शन है सेवा प्रदाता ने द्वार तैयार रखा गया है अथवा कुछ अत्यधिक तकनीकी मुद्दे हैं जिनके कारण जांच प्रक्रिया में देरी हो रही हैं क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में जो हवाई जहाज की कुर्सियों के आवंटन आदि के द्वारा उड़ान की नवीनतम स्थिति दिखाती है यदि वह आधुनिक नहीं है यदि वह पर्याप्त तेज़ नहीं है तो आपकी प्रक्रिया जांच में देरी होगी मुझे यकीन है कि आप में से कई को यह अनुभव है कि रेखा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्योंकि जांच एजेंट वह इतनी तेजी से प्रत्येक ग्राहक को संसाधित करने में सक्षम नहीं है इसलिए एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके आधार पर तब आप एक प्रणाली को विकसित कर सकते हैं जो वास्तव में आपकी इन समस्याओं को समाप्त कर सकती है जैसा कि आप अब उदाहरण के लिए जानते हैं वेब चेकिंग या टेलीफ़ोन चेकिंग उस समय की जाँच में देरी के लिए क्षतिपूर्ति करती है और इसलिए यह पंक्ति कतार की लंबाई कम कर देता है और यहां तक कि यदि समग्र प्रणाली शायद अभी भी सुस्त है क्योंकि एक पूर्ण एयरलाइंस बुकिंग प्रणाली को बदलना विशालकाय काम है महंगा काम है लेकिन आप पूरक क्रियाएं कर सकते हैं अक्सर आप इन कारकों का ध्यान रखते हैं आपके बाद जो समय के विभिन्न बिंदुओं पर प्रस्थान में देरी की लागत है इस फिशबोन चार्ट से पाया गया या लागत अलग अलग चीजों पर मूल कारण विश्लेषण को प्रभावित करती है फिर आप वास्तव में उन्हें इस तरह एक पाई चार्ट पर रख सकते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि यह अमेरिकी एयरलाइंस की स्थिति से एकत्र किया गया है तो यह न्यूयॉर्क है यह शिकागो है यह वाशिंगटन नेशनल है और फिर भी न्यूयॉर्क में 231 प्रतिशत विलंबित यात्रियों की वजह से हर बार की तरह देरी हुई तब शिकागो में 533 प्रतिशत देरी के कारण विलंबित यात्रियों की देरी हुई वॉशिंगटन के मामले में 333 प्रतिशत यात्रियों के देरी से पहुंचने के कारण थे अन्य कारणों में सम्मिलित हैं जैसे पुशबैक की प्रतीक्षा करना ईंधन भरने की प्रतीक्षा करना देर से सफाई या केबिन की आपूर्ति इत्यादि लेकिन जैसा कि आप पाई चार्ट तुरंत देखें संदर्भ समय 1401 हम आपको बताएंगे कि अत्यधिक देरी की प्रमुख लागत यात्रियों के देर से आगमन है फिर जाहिर है आप इसी के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं मैं आपसे कानो मॉडल के बारे में चर्चा कर रहा था और मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा था कि कुछ कारक हैं जिनका अभाव असंतोष का कारण हैं लेकिन निश्चित कदम से बाहर निश्चित सीमा से बाहर उपस्थिति संतुष्टि एक प्रकार की संतृप्तता मैं वृद्धि नहीं करेगी इसी तरह यह अपने आप में एक समान संतृप्त ग्राफ है लेकिन इसका उपयोग एक अलग उद्देश्य के लिए किया जा रहा है यहां यह दर्शाता है कि सेवा विश्वसनीयता कुछ सेवा विश्वसनीयता और निवेश के बीच एक ग्राफ का निर्माण करती है जिसके माध्यम से आपको सेवा को विश्वसनीय बनाना होगा स्पष्ट है आप 100 प्रतिशत विश्वसनीयता हासिल करना पसंद करते हैं लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि ये प्राय कम लटके हुए फल हैं जहां यह एक छोटी लागत है और बहुत बड़ा सुधार किया जा सकता है संदर्भ समय 1507 तो बस ग्राहकों को कॉल करने की कुछ टेलीफोन आधारित प्रणाली बनाकर उन्हें समय के बारे में जांच करने के लिए एसएमएस भेजना उन ग्राहकों की जांच करना जिन्होंने समय पर आगमन नहीं किया है और उनके साथ ऑनलाइन अथवा टेलीफोन द्वारा तत्काल संपर्क करने का आग्रह करना इस तरह की छोटी छोटी बातें और यह भी हो सकता है कि आगमन को 1 घंटे से डेढ़ घंटे तक मार्जिन में बदल दिया जाए यह आसानी से हो सकता है इसलिए यह एक छोटी सी लागत एक बड़ा सुधार कर सकती है क्योंकि यह 23 प्रतिशत या 33 प्रतिशत यात्रियों के देरी से आगमन की लागत थी लेकिन फिर जैसे जैसे आप इस तरह के संतृप्तता को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये छोटी लागत के साथ बड़े सुधार होते हैं लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि छोटे सुधार आपको बड़े लागत निवेश के पश्चात प्राप्त हुए हैं इसलिए यह हमें एक और महत्वपूर्ण उपकरण को सामने लाता है जिसे पेरेटो चार्ट या प्रायः 80 20 नियम के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है कि 80 प्रतिशत विलंब 80 प्रतिशत विफलताओं का हो सकता है 80 प्रतिशत असंतोष के कारणों को 20 प्रतिशत कारकों के आधार पर समझा जा सकता है इसलिए जाहिर है हमें इन 20 प्रतिशत पर ध्यान देना चाहिए यह जानने के लिए कि कौन से कारक इस 20 प्रतिशत गुच्छा का हिस्सा हैं और इनको मूल कारण विश्लेषण या फिश बोन आरेख प्रकार के चार्ट के माध्यम से इन्हें ज्ञात किया जा सकता है और फिर कुछ और सांख्यिकीय कतारबद्ध करना इसलिए यह वह आरेख है जिसके साथ मैं आज समापन करूंगा और हम अगला चरण लेंगे जो कि सेवा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया है जो कि ग्राहक प्रबंधन के लिए सेवा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसलिए जैसा कि यहां दिखाया गया है कि हमारा अंतिम उद्देश्य वफादारी ग्राहक संतुष्टि प्रतिधारण है और मैं लगातार इसकी वकालत कर रहा हूं इस स्तर पर पहुंचने के लिए हमें सेवा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता है फिर सेवा पुनर्प्राप्ति पर आगे बढ़ना है हमें मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ साथ मूर्त आदानों की आवश्यकता है और इसलिए हम थोड़ी और चर्चा करेंगे विफलता के सामाजिक तकनीकी कारण और सेवा पुनर्प्राप्ति के लिए सामाजिक तकनीकी प्रणालियां तो अगले दो सत्रों के लिए यह हमारा विषय होगा आज हम इसलिए निष्कर्ष निकालते हैं कि सेवा की गुणवत्ता पर तीन सत्र यह सेवा व्यवसाय में महत्वपूर्ण है और सेवा गुणवत्ता में योगदान करने वाले कारकों के विभिन्न वर्ग हैं